नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में स्वागत है इस प्रदर्शन में एक उदाहरण देखा जाएगा कि पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड कैसे काम करता है तो पिछले प्रदर्शन में हमने रनटाइम स्थानांतरण योग्य कोड को देखा और हमने देखा है कि इसके लिए लोडर के पास बहुत सारी चीजें हैं और इसलिए लोडर को जाने और कोड को संशोधित करने और प्रत्येक स्थान पर पता ठीक करने की आवश्यकता है और यह सब पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड के साथ बहुत हद तक सरलीकृत हो जाता है तो हम उसी कोड का उपयोग करेंगे जैसा हमने पिछले प्रदर्शन में किया है इस कोड को इस पाठ्यक्रम के साथ आने वाली आभाषी मशीन में डाउनलोड किया जा सकता है यह उदाहरण nptel codesmodule5relocgot में उपलब्ध है तो हम पहले की तरह ही लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं लाइब्रेरी को mylibc कहा जाता है और जो यहां पर दिखाया गया है इसमें mylib int set mylib int और get mylib int को निश्चित करना और प्राप्त करना है और इसके लिए चालक यह पहले जैसा है जिसमें एक set mylib int और get mylib int के आमंत्रण के लिए है पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड उत्पन्न करने के लिए निर्देश या संकलक विकल्प थोड़े अलग हैं तो इस उदाहरण में ऐसा करने के लिए कि कैसे फाइल बनाएं makelib pic की आवश्यकता होगी जो लाइब्रेरी को एक पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड या एक पिक लाइब्रेरी के रूप में उत्पन्न करेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त विकल्प fpic है जो उत्पन्न करेगा जो एक पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड लाइब्रेरी उत्पन्न करने के लिए संकलित करेगा और जैसा कि पहले की तरह हम libmylib picsodiss में इस लाइब्रेरी के अलग थलग का ढेर करते हैं तो आप जिस चीज़ पर पहले ध्यान देंगे जब हम इस अलग थलग को खोलते हैं तो पहले जो हमने देखा था उसकी तुलना में कोड बहुत अलग दिखता है जो लोड टाइम रिलोकेशन के साथ है अगर हम इसकी तुलना पिछले लाइब्रेरी कोड से करते हैं जो हमने प्राप्त किया था आप देखते हैं कि दोनों पूरी तरह से अलग हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वास्तव में क्या होता है अब set mylib int अनिवार्य रूप से एक इनपुट पैरामीटर X लेगा और उस मान के साथ वैश्विक चर mylib int को निश्चित करेगा तो यह एक PIC कोड के साथ बहुत अलग तरीके से किया जाता है तो अनिवार्य रूप से ये दोनों निर्देश स्टैक फ्रेम बनाते हैं अगला निर्देश X86get pc thunkax नामक इस फ़ंक्शन के लिए एक बुलाना है तो अनिवार्य रूप से यह फंक्शन कुछ करता हैजो संकलक में जोड़ता है इस फ़ंक्शन में केवल दो कथन हैं यह स्टैक पॉइंटर या स्टैक पॉइंटर की सामग्री को EAX रजिस्टर में ले जाता है और फिर वापस आ जाता है तो ध्यान दें कि जब एक फंक्शन को बुलाया जाता है तो इस फंक्शन के बुलाने के लिए वापसी पता दिया जाता है जो इस निर्देश के अनुरूप पते के समान होता है स्टैक पर डाल दिया जाता है और उस समय स्टैक पॉइंटर उस वापसी पते की ओर इशारा करता है इसलिए EAX रजिस्टर में क्या है निम्नलिखित निर्देश का पता है जो यह निर्देश है ऐसा करने का कारण यह है कि आप इस विशेष निर्देश का पता प्राप्त करना चाहते हैं और यह निर्देश स्थानांतरित हो सकता है तो इसलिए हम पते को हार्डकोड नहीं कर सकते बल्कि इस निर्देश का पता लगाने के लिए एक अप्रत्यक्ष तरीका खोज सकते हैं अगला हम EAX रजिस्टर में 0x1AB8 का मान जोड़ते हैं तो यह मान तालिका का पता देता है जिसे GOT तालिका कहते है तो यह GOT तालिका है इसलिए इस निर्देश के अंत में GOT तालिका का पता EAX रजिस्टर में ले जाया जाता है और फिर GOT तालिका में एक ऑफसेट 14 पर होता है जहां mylib int का वास्तविक पता संग्रहीत होता है तो इस पते को EAX रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है और फ्रेम पॉइंटर से 8 बाइट्स पर स्टैक में मौजूद X का मान फिर EDX रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है तब X को mylib int में संग्रहीत किया जाता है तो हम GDB को इसके साथ काम करते हुए देखते हैं तो हम इसे खोलेंगे और चालक के लिए GDB निष्पादन योग्य चलाएंगे जो dpic है पहले की तरह हमें LD लाइब्रेरी पथ को भेजने की आवश्यकता है तो जैसा कि उम्मीद है कि हम देखते है mylib में 100 है और log का मूल्य 5555 है तो आइए देखें कि यह GDB के साथ आंतरिक रूप से कैसे काम कर रहा है हम set mylib int पर एक ब्रेकपॉइंट लगाते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं और फिर हम फंक्शन को अलग करते हैं तो आप देखते हैं कि इस getpcthunkax के लिए एक बुलाना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है वह अगले निर्देश का पता है जो कि यह निर्देश है EAX रजिस्टर में चला जाता है आइए हम Gedit खोलें और बस इस पर ध्यान दें कि EAX रजिस्टर में अगला निर्देश शामिल हैं इस EAX रजिस्टर में हम 0x1AB8 के ऑफसेट को जोड़ रहे हैं कैलकुलेटर लेकर हेक्साडेसिमल माध्यम में डालें और 1AB8 को जोड़ दे तो हम जो देखते हैं वह यह है कि हमें 0xF7FD3000 का पता मिलता है हमारे GOT तालिका का पता F7FD3000 है तो हम इसे यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और हम इसे GDB को देखकर सत्यापित भी कर सकते हैं और हम इसे EAX रजिस्टर की सामग्री को निम्न प्रकार से देख सकते हैं EAX को पंजीकृत कर सकते हैं और हम देखते हैं कि वास्तव में यह F7FD3000 है अब 0x14 केऑफसेट पर GOT तालिका के भीतर वह जगह है जहाँ पर mylib int का पता मौजूद है तो हम इस से घटाते हैं 0x14 का मान और हम इस प्रविष्टि को देखते हैं तो F7FD300014 यह प्रविष्टि है जो GOT तालिका में प्रविष्टि है जिसमें mylib int चर का पता शामिल करता है तो हम इस स्थान की सामग्री को देखते हैं तो इस मेमोरी स्थान और mylib int के पते पर ढेर लगाने की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों समान हैं तो अनिवार्य रूप से यहां क्या हो रहा है प्रोग्राम में उपलब्ध प्रत्येक चर के लिए GOT तालिका ऑफसेट को संग्रहीत करता है यह GOT तालिका प्रोग्राम जगह में रख दिया जाता है लेकिन चर प्रोग्राम जगह में किसी भी क्षेत्र में चला जा सकता है लोडर यह सुनिश्चित करेगा कि इन चरों के सही पते को दर्शाने के लिए GOT तालिका की सामग्री को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा तो हम यहां पर एक छोटी सी चाल खेल सकते हैं अगर हम इस स्थान को संशोधित करते हैं जिसमें वैश्विक चर mylib int का पता होता है तो हम प्रोग्राम को स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने का कारण बन सकते हैं तो driverc देखें और चलिए हम इस वैश्विक चर glob का पता देखें हम देखते हैं कि इसका पता 0x804A024 है अब हम क्या कर सकते हैं glob को इंगित करने के लिए GOT तालिका की सामग्री को बदल दें तो यह निम्नानुसार किया जाता है हम इसे glob के बराबर निश्चित कर सकते हैं इसलिए हमने यहां पर क्या किया है कि mylib int के लिए GOT प्रविष्टि अब इस वैश्विक चर glob की ओर इशारा करती है आप सत्यापित कर सकते हैं कि यह glob का पता है कोड का निष्पादन जारी रखने पर आप क्या देखते हैं कि हमें एक अमान्य दुर्भावनापूर्ण परिणाम मिलता है तो इस प्रोग्राम के अनुसार glob का मूल्य 5555 होना चाहिए था लेकिन चूंकि हमने GOT तालिका को संशोधित किया है इसलिए ग्लोब का मूल्य 100 है तो इस तरह से भले ही ASLR हमलों को अधिक कठिन बना देता है लेकिन फिर भी संभावित खामियां हैं जिसे एक हमलावर प्रोग्राम के काम करने में हेरफेर करने के लिए उपयोग कर सकता है यह प्रोग्राम के व्यवहार को बदल सकता है और इसी तरह धन्यवाद